Fundamentals of Electrical Engineering Prof Debapriya Das Department of Electrical Engineering Indian Institute of Technology Kharagpur Lecture 29 First order Circuits तो आगे हम फर्स्ट ऑर्डर सर्किट शुरू करेंगे यह r चैप्टर 6 है तो और यहाँ हम dc ट्रान्सिएंट देखेंगे विशेष रूप से r RL सर्किट और RC सर्किट केवल यह देखेंगे कि इसे फर्स्ट आर्डर सर्किट भी क्यों कहा जाता है तो जब यह विषय समाप्त हो जाएगा तो ac सर्किट के लिए जाएगा तो पहले सिंगल फेज फिर 3 फेज लेगे इसलिए पहले कुछ परिचय इसके लिए बनाया है पिछले अध्यायों में हमने व्यक्तिगत रूप से 3 निष्क्रिय तत्व प्रतिरोधक कैपेसिटर और इंडक्टर्स पर विचार किया है Refer Slide Time 0051 तो इस अध्याय में r2 प्रकार के सर्किट की जांच करेंगे एक सर्किट में एक रेसिस्टर और एक संधारित्र होता है और एक सर्किट जिसमें एक रेसिस्टर और एक इनडक्टर होता है हमारा मतलब है कि 2 प्रकार के सर्किट देखेंगे जो एक सर्किट है जिसमें एक रेसिस्टर और संधारित्र होता है और एक सर्किट जिसमें एक रेसिस्टर और इनडक्टर होता है और इन्हें RC सर्किट कहा जाता है और RL सर्किट क्रमशः दाएं RC और RL सर्किट के विश्लेषण करनाr का उपयोग करना जिसे KCL rKCL और KVL कहते हैं और विभिन्न समीकरण उत्पन्न करते हैं जिन्हें हल करना अधिक कठिन होता है क्योंकि हर समीकरण सही होता है तो बस हमे यह काम करना है Refer Slide Time 0142 तो RC और RL सर्किट का विश्लेषण करने के परिणामस्वरूप अंतर समीकरण जो कि अंतर समीकरण है जिसके परिणामस्वरूप यह विश्लेषण होता है कि RC और RL सर्किट पहले क्रम के हैं इसलिए इसे रेखांकित किया गया है सर्किट को फर्स्ट आर्डर सर्किट के रूप में जाना जाता है फर्स्ट आर्डर सर्किट विशेषताप्रथम क्रम अंतर समीकरण है तो दो तरीके हैं जो 2 सही होंगे हम इसे यहाँ सही कर रहे है तो सर्किट को उत्तेजित करने के दो तरीके हैं सर्किट को उत्तेजित करने का पहला तरीका हैभंडारण तत्व की प्रारंभिक स्थिति सही है जो स्रोत मुक्त सर्किट होगा इस सर्किट को स्रोत मुक्त सर्किट कहा जाता है इसका मतलब है सर्किट उत्साहित हैप्रारंभिक r क्या बताता है कि भंडारण आर भंडारण तत्वों की r स्थितियां और यह ये सर्किट स्रोत मुक्त सर्किट हैं तो वास्तव में इस मामले में मान लें कि ऊर्जा उस r में संग्रहीत है जो उस सर्किट तत्व में कॉल करती है बस उसमें से एक को कैपेसिटर में संग्रहीत या एक अपरिवर्तनीय तत्व में स्क्रॉल करें Refer Slide Time 0248 तो यह संग्रहीत ऊर्जा सर्किट में करंट प्रवाहित करती है और धीरे धीरे रेसिस्टर में फैल जाती है Refer Slide Time 0254 तो स्रोत मुक्त सर्किट स्वतंत्र स्रोतों से मुक्त होते हैं लेकिन उनके पास आश्रित स्रोत हो सकते हैं तो इसका मतलब यह हो सकता है कि कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं होगा लेकिन उनके पास आश्रित स्रोत हो सकते हैं दूसरा तरीका फर्स्ट आर्डर सर्किट को उत्तेजित करने का दूसरा तरीका हैस्वतंत्र स्रोत तो इस अध्याय में या इस विषय में dc स्वतंत्र स्रोतों पर विचार करेंगे पहले स्रोत मुक्त सर्किट देखेंगे Refer Slide Time 0331 इसलिए जब भी सोर्स फ्री सर्किट यहां देखें तो देखेंगे कि यह संख्यात्मक 1 या 2 मामलों या 2 3 मामलों में हम इसे हल करेगे और इस तरह से समाधान बतायेगे लेकिन यहां 1 और 2 मामले में यह नहीं बतायेगे कि कैसे 1 और 2 मामले में हम क्या कॉल करेगे तो सोचते है कि यह कैसे आया है लेकिन वह बाद में आएगा इसलिए जब RC सर्किट का स्रोत अचानक डिस्कनेक्ट हो जाता है तो एक स्रोत मुक्त RC सर्किट होता है तो संधारित्र में पहले से संग्रहीत ऊर्जा धीरे धीरे रेसिस्टर में समाप्त हो जाती है Refer Slide Time 0408 इसलिए इसका मतलब है आरेख 1 में मान लीजिए कि यह हमें एक प्रतिरोधक और एक प्रारंभिक ऊर्जा r अध्याय के प्रारंभिक संयोजन को प्रारंभिक रूप से चार्ज किए गए संधारित्र के श्रृंखला संयोजन को दिखाता है तो मुख्य उद्देश्य सर्किट प्रतिक्रिया की जांच करना है तो इस मामले में इस संधारित्र को शुरू में चार्ज किया गया था और यह रेसिस्टर है हालांकि सभी iC और iR यह एक सरल सर्किट है लेकिन इस बिंदु पर यदि KCL लागू करें तो हम इस तरह से लेते इसे कि iC इस तरह से जा रहा है और iR इस तरह से जा रहा है दोनों जा रहे हैं तो iC iR 0 के बराबर पहले से ही एक ही सर्किट है लेकिन कुछ विश्लेषण के लिए ऐसा करेगा और यह r है यह पक्ष r वोल्टेज है यह वोल्टेज है v वह वोल्टेज है जो संधारित्र था या रेसिस्टर के पार यह समान है तो यह एक स्रोत मुक्त सर्किट है सर्किट में कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं है यह मानते हुए कि इस संधारित्र को शुरू में चार्ज किया गया था और यदि इस बिंदु पर KVL लागू होता है तो यह iC iR 0 होगा इसलिए यह एक स्रोत मुक्त सर्किट है Refer Slide Time 0518 अब मान लीजिए कि संधारित्र के आर पार वोल्टेज vt है क्योंकि संधारित्र को प्रारंभ में उस समय t0 प्रारंभिक वोल्टेज v0 v0 चार्ज किया जाता है Refer Slide Time 0528 तो इस मामले में टी 0 मानते हुए कि v0 r कैपिटल V प्रत्यय 0 प्रारंभिक वोल्टेज है अब संधारित्र में शुरू में ऊर्जा संग्रहीत की गई है कि w c 0 आधा C v0 2 दाएँ को पकड़ें तो बस रुकिए तो इस मामले में संधारित्र में संग्रहीत ऊर्जा यह w c 0 आधा C V0 2 सही है तो नोड पर KCL लगाने से हमने iC iR 0 को सही बताया तो इसे स्पष्ट कर दे Refer Slide Time 0629 तोपरिभाषा से हम जानते हैं कि iC C dv dt और साथ ही iR vR Refer Slide Time 0641 यदि इस सर्किट कि बात करे तो इस सर्किट में r वोल्टेज है जो हमने यहाँ बताया है यह वोल्टेज r v है इसलिए iR vR है क्योंकि वही वोल्टेज जो एक रेसिस्टर के पार संधारित्र था तो v iR so iR r iR तो iR vR इसी तरह यहाँ भी r iC C dvdt दाएँ यह v इस संधारित्र के साथ साथ रेसिस्टर के समान है तो हम इसे स्पष्ट कर दे तो इस मामले में यह C dv dt vR 0 है क्योंकि iR vR 0 या dv dt vRC 0 Refer Slide Time 0728 अतः यह फर्स्ट आर्डर का अवकल समीकरण है क्योंकि इसमें केवल v का प्रथम अवकलज शामिल है तो समीकरण 4 को dvv 1RC dt लिखा जा सकता है तो यह कोई लिख सकता है कि dvv 1RC dt है क्योंकि समीकरण 5 दोनों पक्षों को एकीकृत करें इस पक्ष में v प्राकृतिक लॉग मिलेगा tRC कुछ स्थिर में एक oRC1 C2 के बजाय सीधे लिया गया है सरलता के लिए तो यह समीकरण 6 है अब A एकीकरण स्थिरांक है इस प्रकार से अगर हमारा मतलब है कि अगर इसे में एक v बनाते हैं तो इसे इस तरफ लेगे बाईं ओर - A में दाएँ tRC तो इस पक्ष को में VA tRC के रूप में लिखा जा सकता है जो कि यहाँ लिखा गया है इसलिए तो यह समीकरण 7 है Refer Slide Time 0837 तो ई की पॉवर लेने का मतलब है कि अब अगर ई की पॉवर लेते हैं तो यह दिया जाता है तो vt A r e से पॉवर tRC वास्तव में यह यहाँ दिया गया था यहाँ नहीं यह यहाँ दिया गया था तो यहाँ हैं इसके अंदर दिया गया है अर्थात यह आधार e का लघुगणक है तो vA e से पॉवर tRC या v A e to power tRC क्योंकि e t का एक फंक्शन है इसलिए यह dt लिख रहे है तो बस इतना है इसलिए vt A e कि पॉवर tRC लिख रहे हैं अब लेकिन प्रारंभिक स्थिति से जब समय t0 vt v0 capital V प्रत्यय 0 दाएँ अत t 0 पर यदि लिखेंगे तो यह एक भाग बन जाएगा 1 और यह v0 बराबर A हो जाएगा तो यह A v0 सही है क्योंकि v0 पहले लिख रहे हैं v प्रारंभिक स्थिति v0 capital V प्रत्यय 0 तो यह समीकरण 9 है इसलिए हमे समीकरण संख्या नहीं दी गई है तो e की शक्ति लेने का मतलब है कि अब अगर e की पॉवर ले लो तो यह हमारा vt v0 e है शक्ति tRC यह समीकरण है 10 Refer Slide Time 0955 यह समीकरण 10 का समीकरण है यह दर्शाता है कि RC सर्किट की वोल्टेज प्रतिक्रिया एक r कॉल है प्रारंभिक वोल्टेज का एक घातीय क्षय है और इसे सर्किट की प्राकृतिक प्रतिक्रिया कहा जाता है क्योंकि इसे e tRC दिया जाता है तो स्वाभाविक रूप से यह प्रारंभिक प्रतिक्रिया का घातीय क्षय है और इसे सर्किट की नेचुरल रिस्पांस कहा जाता है क्योंकि यह प्रतिक्रिया प्रारंभिक ऊर्जा संग्रहीत और सर्किट की भौतिक विशेषता के कारण होती है न कि बाहरी वोल्टेज या वर्तमान स्रोत के सही होने के कारण इसका मतलब है कि इसे सर्किट की नेचुरल रिस्पांस कहा जाता है क्योंकि प्रतिक्रिया प्रारंभिक ऊर्जा संग्रहीत और सर्किट की भौतिक विशेषता के कारण होती है न कि किसी बाहरी वोल्टेज या वर्तमान स्रोत के कारण क्योंकि एक स्रोत मुक्त सर्किट होता है तो इसे सर्किट का नेचुरल रिस्पांस राईट कहा जाता है तो इसे हम यहाँ स्पष्ट कर दे Refer Slide Time 1052 तो अब अगर प्लॉट करें कि V v0 e t कि घात t जो r है जो vv r v0 e से घात tRC है यदि RC लें तो v v0 e घात t τ τ RC τ वास्तव में कहा जाता है कि r समय निरंतर सही देखेगा तो इसीलिए यह प्लॉट v0 e tT है अब हम इसे क्लियर कर दे तो वोल्टेज प्रतिक्रिया यह RC सर्किट की वोल्टेज प्रतिक्रिया है और हम कब आयेगे इस पर लेकिन बस हम यहाँ इसे बता रहे है Refer Slide Time 1137 कि जब t τ जब t τ तब v होगा v0 e घात के लिए ττ यानी v0 e से घात 1 जो 0368 v0 हो जाएगा जो कि यहाँ लिखा है तो जब t τ तो यह 0368 v0 दायें होता है तो अब हम इसे स्पष्ट कर दे हम कुछ स्पष्टीकरण पर आते है तो यह आंकड़ा r आंकड़ा 2 है यह r आंकड़ा 2 है आंकड़ा 2 नेचुरल रिस्पांस को दर्शाता है Refer Slide Time 1214 पर t 0 सही है यह प्रारंभिक स्थिति है v0 r पर क्या कॉल करेंगा r v v0 at0 तो यह v v0 सही है और जैसे जैसे समय t बढ़ता है वोल्टेज 0 की ओर घटता जाता है तीव्रता जिसके साथ वोल्टेज घटता है समय के रूप में व्यक्त किया जाता है निरंतर τ सही और RC के रूप में व्यक्त किया जाता है यह समय स्थिर उस सर्किट का इसलिए समीकरण 10 को vt v0 e से घात tτ के रूप में व्यक्त किया जा सकता है Refer Slide Time 1252 तो t τ vτ v0 e से पॉवर 1 वह भी हमने बताया 0368 v0 इसका मतलब है यह 0368 v0 सही है Refer Slide Time 1307 इसका मतलब है कि समीकरण 13 यह बता सकता है कि एक सर्किट का समय स्थिरांक क्षय की प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक समय है इसके प्रारंभिक मूल्य का 368 प्रतिशत यह 0368 है इसका मतलब है यदि प्रतिशत में लिया जाए जो कि प्रारंभिक मूल्य का 368 प्रतिशत है तो v0 सही है हम कह सकते हैं कि परिपथ का समय स्थिरांक इसके प्रारंभिक मान के 368 प्रतिशत क्षय की प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक समय है अब तालिका हमने एक तालिका बना ली है तालिका 1 तालिका 1 से वहां से vtv0 का मान दिखाती है यह देखा गया है कि वोल्टेज vt t 5 τ के बाद v0 के 1 प्रतिशत से कम है हमारा मतलब है कि यह पॉवर के लिए v vt v0 e है tτ इसका मतलब है vtv0 e घात के लिए tτ Refer Slide Time 1359 हम कह सकते हैं कि परिपथ का समय स्थिरांक है जब t τ होता है कि जब 03678 हो जाता है जब 2 τ 01353 और इसी तरह जब 5 τ तक यह 1 प्रतिशत से 00067 कम होता है जो 1 प्रतिशत से कम होता है इसलिए कि जब t 5 τ सही है तो यह 1 प्रतिशत से कम है इसलिए यह यहां r है जिसे यह मानने के लिए प्रथागत है कि संधारित्र पूरी तरह से पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाती है या पूरी तरह से चार्ज हो जाती है जब यह 5 बार स्थिर होने के बाद अन्य तरीके से होगा अन्य वार्डों में सर्किट को अपनी स्थिर स्थिति तक पहुंचने में t 5 τ लगता है जब समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है इसका मतलब है कि इस ग्राफ के लिए अगर यह यहाँ तक जाएं तो 2 τ से 3 τ तक 5 तक तो समय t 5 τ उसके बाद लगभग कोई परिवर्तन नहीं मिलेगा यह लगभग स्थिर अवस्था है तो यह वह है जो इस स्थिर को कॉल करता है यह दर्शाता है कि यह तालिका सही दिखाती है Refer Slide Time 1504 इसलिए समय स्थिरांक को दूसरे दृष्टिकोण से देखा जा सकता है समीकरण 12 में t 0 पर vt के अवकलज का मूल्यांकन करना तो यह समीकरण 12 में यदि इन समीकरण 12 पर आता है तो यह आवश्यकता 12 है vt v0 e घात के लिए tτ सही इस अधिकार का व्युत्पन्न लें हम उस पर आयेगे vv0 ले लो फिर e को पॉवर - t τ सही तो vv0 का d dt t 0 पर ले जाता है यह बन जाता है 1τ e को घात tτ और t 0 पर यह सही हो जाता है 1τ तो ठीक है यह समीकरण 14 है अब समीकरण 14 से यह कहा जा सकता है कि समय स्थिरांक क्षय की प्रारंभिक दर है या vv0 कि एकता से 0 तक क्षय होने में लगने वाला समय क्षय की एक स्थिर दर मानकर इस प्रारंभिक ढलान को t 0 r समय की व्याख्या कहते हैं प्रयोगशाला में स्थिरांक का उपयोग ऑसिलोस्कोप पर दाईं ओर प्रदर्शित प्रतिक्रिया वक्र से ग्राफिक रूप से निर्धारित करने के लिए किया जाता है Refer Slide Time 1621 तो प्रतिक्रिया वक्र से निर्धारित करने के लिए टेन्जेट को वक्र पर t 0 पर खींचें वह स्पर्शरेखा समय अक्ष पर t τ पर मिलती है इसका मतलब है कि t 0 पर t 0 यदि एक स्पर्श रेखा खींचे तो यह यहाँ τ पर मिलेगी यहाँ यह पर मिलेगी Refer Slide Time 1634 और यह स्पर्शरेखा t r 0 पर a है कहीं से स्पर्श रेखा खींचिए और यह दाहिनी ओर मिलेगी Refer Slide Time 1650 तो यह प्रतिक्रिया वक्र से समय स्थिर τ का निर्धारण है इस तरह प्रयोगशाला में r समय स्थिरांक भी पता लगाया जा सकता है जहां से जो भी ग्राफ मिलता है वह कर सकता है और फिर 2 τ 3 τ से 5 τ तक सही दिखाया जाता है तो यह समीकरण 11 से देखा जा सकता है यदि समीकरण 11 पर आते हैं तो इस पर τ RC दाहिनी ओर इसकी पकड़ है तो यह समीकरण 11 से देखा जा सकता है कि समय जितना छोटा होता है प्रतिक्रिया उतनी ही तेजी से होती है यह चित्र 4 में दिखाया गया है Refer Slide Time 1727 हमारा मतलब है कि जब τ 2 प्रतिक्रिया धीमी होती है जब τ 1 τ 2 से बहुत तेज होती है अगर आगे घट जाती है तो प्रतिक्रिया तेज हो जाएगी तो यह पक्ष vv0 e को घात में ले जाता है tτ अनुपात y अक्ष पर लिया जाता है तो यह समय स्थिरांक τ के विभिन्न मूल्यों के लिए प्रतिक्रिया वक्र है किसी भी दर पर चाहे समय स्थिर छोटा हो या बड़ा सर्किट स्थिर अवस्था में t 5 τ पर पहुँच जाता है क्योंकि यह 1 प्रतिशत से कम है जिसे r अनुपात जो भी सही लिया गया है अत परिपथ स्थिर अवस्था में t 5 τ दाएँ पहुँचता है Refer Slide Time 1812 इसलिए वर्तमान iR t को iR t vtR के रूप में व्यक्त किया जा सकता है सर्किट में एक ही चीज़ देखी गई है तो यह पॉवर के लिए v0R e होगा tτ यह वर्तमान iR अधिकार है रेसिस्टर में क्षय शक्ति vt vt iR है इसलिए यदि vt r v0 e को घात tτ और iR यह एक इस व्यंजक समीकरण 15 को गुणा करने पर v0 2R e को घात 2 tτ प्राप्त करें यह समीकरण 16 सही है Refer Slide Time 1847 तो t समय तक अवशोषित ऊर्जाअवरोधक w R t 0 से tpt dt दायां p एक फ़ंक्शन t है 0 से t यह v समीकरण 16 v0 2R e से घात 2 tτ है dt है यदि इस पर प्रवेश करने पर r τ RC उससे समय निरंतर आधा C v0 2 1 e से घात 2 tτ प्राप्त होगा ध्यान दें कि जैसा कि t अनंत की ओर जाता है ओमेगा r अनंत C v0 2 का आधा जो कि ओमेगा C 0 सही है तो प्रारंभ में संधारित्र में संग्रहीत प्रारंभिक ऊर्जा अंततः प्रतिरोधी में समाप्त हो जाती है इसलिए यदि r t अनंत की ओर जाता है तो यह केवल C v0 2 आधा होता जा रहा है क्योंकि यह मान नहीं होगा और प्रारंभ में w C0 संग्रहीत किया जाएगा तो संधारित्र में संग्रहीत प्रारंभिक ऊर्जा अंततः रेसिस्टर में समाप्त हो गई तो कुछ उदाहरण लेंगे Refer Slide Time 1947 तो यह आशा है कि यह स्रोत मुक्त RC सर्किट सही से समझ आया होगा वास्तव में कुछ भी नहीं है केवल बहुत ही सरल बात बहुत ही सरल बात है Refer Slide Time 2002 तो यहाँ r इस चीज़ का एक साधारण सर्किट लिया गया है एक श्रृंखला समानांतर r समानांतर सर्किट सही है तो 5 Ω रेसिस्टर है 01 माइक्रोफ़ारड कैपेसिटर सॉरी 01 फैराड है वोल्टेज वी सी है यह 5 रेसिस्टर और यह 55 और 15 दोनों श्रृंखला में हैं और अलग अलग दिए गए हैं और करंट ix है और 15 Ω रेसिस्टर के पार वोल्टता vx है r संधारित्र वोल्टता का प्रारंभिक मान ज्ञात करना है जो कि r 10 वोल्ट को v c 0 दिया जाता है v c निर्धारित करने के लिए निर्धारित करना होगा कि यह r है फिर vx और ix t 0 के लिए इन्हें इसे सही तरीके से खोजना होगा अब पहले संधारित्र टर्मिनल में समतुल्य या थेवेनिन प्रतिरोध प्राप्त करें Refer Slide Time 2045 तो Thevenin रेसिस्टर Thevenin रेसिस्टर तो तो इस मामले में यदि यह पता लगाने की कोशिश करें कि इस 2 टर्मिनल के पार उस r को क्या कहते हैं तो इस 5 Ω और 15Ω के बावजूद थेवेनिन प्रतिरोध क्या होगा इसलिए 20 Ω तो यह यहाँ है यह दोनों श्रृंखला में हैं तो आइए इसे देखें 20 Ω इसका मतलब है और 5 ये 2 समानांतर में हैं तो यह 5 2020 होगा तो यह 4 Ω सही 10025 होगा तो 4 Ω तो इसे यहाँ स्पष्ट है इसलिए यदि Req R Thevenin का पता लगाएं तो यह5 5 15 5 और 5 5 15 यह वही बात है r क्या कॉल 4 Ω ठीक है हमारे पास इन सभी चीजों को इस तरह सही लिखा है लेकिन वहां हमने गणना दिखाई है Refer Slide Time 2150 इसलिए समान तुल्यता परिपथ यह संधारित्र होगा यह एक स्रोत मुक्त परिपथ है तो 01 फैराड और यह R यह Req 4 है याद रखें इस तरह की चीज के लिए R थेवेनिन को पहले समकक्ष अधिकार बनाना है आइए देखें कि चीजें कैसे होती हैं और यह वोल्टेज है यह वोल्टेज v है इसका मतलब है कि 01 फैराड कैपेसिटर के पार यह R के पार भी है यह r Req भी है यह v सही है तो इसे यहाँ स्पष्ट कर दे तो यह यहाँ Req है c तो Req 4 C 01 है इसलिए 04 सेकेंड दाएं Refer Slide Time 2232 और v ज्ञात v0 e को घात tτ लेकिन v0 को 10 वोल्ट दिया जाता है तो v0 v0 v c 0 10 वोल्ट दिया गया है और τ 04 सेकंड इसलिए v c v 10 e कि घात t04 तो यानी 10 e से पावर 25 t वोल्ट यह साधारण बात है कि पहले से विकसित r फॉर्मूले में सिर्फ डेटा डाल रहे हैं Refer Slide Time 2302 तो आरेख 65 से vx को सही करने के लिए वोल्टेज डिवीजन का उपयोग करें अब अगर इस पर आते हैं तो इस आंकड़े पर आते हैं तो पहले मान लीजिए कि यह वोल्टेज v है Refer Slide Time 2315 मान लीजिए यदि यह वोल्टेज v सही है तो वोल्टेज विभाजन vx है तो वोल्टेज विभाजन क्योंकि 5 और 15 Ω श्रृंखला में हैं इसलिए यह 1515 5 होगा यह v जो कि r vx होगा यह वोल्टेज v है तो यह 15 15 5 होगा क्योंकि यह है 15 यहाँ यह 5 r यह वोल्टेज है यह वोल्टेज v जो वोल्टेज विभाजन सही है तो मैं इसे साफ़ कर दूं तो यह वही है जो यहाँ किया है यह vx 1515 है इसलिए यह v होगा v के पास घात 10 e है 25 t v v c v v c तो यह पॉवर के लिए 075 10e है 25 t तो यह पॉवर के लिए 75 e है 25 t वोल्ट दाएं और ix vx15 क्योंकि इसके पार 15 Ω प्रतिरोध में वोल्टेज vx है तो स्वाभाविक रूप से ix vx15 ले सकते हैं तो vx मिल गया तो ix vx15 तो यह 75 e से घात 25 t15 05 e से घात 25 t एम्पीयर होगा यह r ix सही है यह उत्तर सभी उत्तरों को मिल गया है अब अगला उदाहरण मुझे आशा है कि हम इसे समझ रहे है Refer Slide Time 2449 तो सर्किट में कैपेसिटर RC1 और C2 पर प्रारंभिक वोल्टेजहम दिखायेगे कि आरेख 7 में दिखाया है स्रोत नहीं दिखाए गए स्रोत नहीं दिखाए गए हैं लेकिन प्रारंभिक स्थितियां स्थापित की गई हैं यह समस्या की भाषा है स्विच बंद है टी 0 इसलिए v1 से v2 से v1 t v2 t फिर vt और i t के लिए t 0 दाएँ निर्धारित करें क्षमा करें अगला कैपेसिटर C1 और C2 में संग्रहीत प्रारंभिक ऊर्जा की गणना करें Refer Slide Time 2535 इसके बाद यह निर्धारित किया जाता है कि संधारित्र में कितनी ऊर्जा संग्रहीत है और t अनंत तक जाती है और इसलिए कि उस 250 किलो प्रतिरोधक को दी गई संग्रहीत ऊर्जा b और c में प्राप्त परिणाम के बीच का अंतर है तो ये 4 चीजें हैं जिन्हें सही करना है Refer Slide Time 2547 अब यहाँ एक बात हम नहीं बताएगे हम बस यही बात करूँगे लेकिन पहले यह सर्किट दिया गया है और ध्रुवता को दाईं ओर देखें तो यह है कैपेसिटर RC1 यह 5 माइक्रोफ़ारड है यह कैपेसिटर RC2 20 माइक्रोफ़ारड है और यह है कुछ जहाँ हमने चिह्नित किया है तो यह v1 t v2 t सही है तो v एक t का अर्थ C1 के पार C1 v2 t का अर्थ है C2 के पार है और यह 250 किलो Ω रेसिस्टर है और वोल्टेज के पार vt है और करंट प्रवाहित होता है और स्विच से ऐसा कैपेसिटर चार्ज किया गया था स्विच खुला था अब स्विच t पर बंद है 0 तो सवाल यह है कि यहां ध्रुवता को देखें यहां ध्रुवीयता दी गई है लेकिन यहां यह है और यहां यह है कि समस्या में भी यह है तो हम बस इसे लिखेगे और केवल 1 या 2 जगह पे हम बताएगे इस समस्या को हल करते समय इसे देखें देखेंगे कि इसकी ध्रुवीयता जो कुछ भी दी गई है वह है यह है और फिर यहां है यह यहां है तो आसानी से r कॉल कर सकते हैं आसानी से कर सकते हैं कि कैसे प्रारंभिक शर्तें सही हैं तो इसे हम स्पष्ट कर दे Refer Slide Time 2713 तो अब सवाल है और प्रारंभिक वोल्टेज जो 4 वोल्ट दिया गया है और यहां यह 24 वोल्ट सही है लेकिन ध्रुवीयता को देखें और तदनुसार उस प्रारंभिक वोल्टेज को क्या कहते हैं इसका संकेत चुनना होगा तो और इसलिए इन ध्रुवीयता को चिह्नित किया गया है तो यह समझें कि वास्तव में यह 2 कैपेसिटर श्रृंखला 5 माइक्रोफ़ारड और 20 माइक्रो C1 और C2 में हैं इसलिए यह समानांतर रेसिस्टर के तरीके के बराबर है तो इसलिए यहाँ यह है Ce q 1C1 1C2 घात 1 के रेसिप्रोकल है तो 15 120 इसका व्युत्क्रम यह 4 माइक्रो फैराड हो जाता है जो कि c समतुल्य है और दिया गया है कि v C1 0 बस हम वह 4 वोल्ट और v C2 0 24 वोल्ट लिख रहे है तो यह प्रारंभिक स्थिति है इसलिए v c eq होगा v C2 0 v C1 0 यानी 20 वोल्ट Refer Slide Time 2811 क्योंकि अगर r लेने की कोशिश करें तो r क्या कॉल करें यह मान लीजिए कि अगर हम इस eq समकक्ष को लेना चाहता हूं जो v c eq 0 है मान लीजिए कि मुझे राईट चाहिए और यदि यह हमारा है तो यह हमारा है और यह हमारा है तो यह तब v cq होगा r v C2 0 फिर v C1 0 0 दाएं तो हम बस उस ध्रुवता को देख रहे है अर्थात v cq v C2 0 v C1 0 तो यह 24 वोल्ट दिया जाता है जो v C2 24 और वह 4 दिया जाता है तो यह 20 वोल्ट सही है तो यह है कि r कॉल करें v cq 0 मान लीजिए कि यह सही दिखता है Refer Slide Time 2906 तो इसीलिए वह rv cq 0 20 वोल्ट और v0 कैपिटल v0 v cq 0 20 वोल्ट के लिए क्योंकि यह समतुल्य सर्किट स्रोत मुक्त RC सर्किट है और यह 4 माइक्रो फैराड है और यह 2 50 किलो Ω है Refer Slide Time 2915 वही ड्राइंग कर रहे हैं यह vt है यह उस एक के बराबर सर्किट है अब समय स्थिरांक RCq 250 10 से घात 3 तक किलो Ω है तो परिवर्तित Ω 4 10 कि पॉवर 6 4 माइक्रो फैराड में परिवर्तित किया गया यानी 1 सेकंड इस प्रकार vt होगा vt v0 e tτ के लिए व्यंजक Refer Slide Time 2942 तो यह पॉवर के लिए 20 e है - t वोल्ट तो हम t इस सर्किट से बस vtr पहले देखा है तो यह 20 e t250 1000 है तो 80 e पावर t माइक्रो एम्पीयर Refer Slide Time 2959 तोपरिभाषा v1 t और v2 t के लिए व्यंजक की गणना कर सकती है तो यह पता है v1 t v1 और v2 की ध्रुवीयता को सही से देखें तो अभी अभी यह पता चला है कि क्या कॉल है कि iC iR 0 किसी चीज़ ने नहीं दिया है तो हमारे iC यहाँ क्या कहते हैं कि iR के बजाय r i t इसे सही कर सकता है तो इसका मतलब है iC r यह सामान्य बात है तो v1 और v2 का पता लगाना होगा और यह वर्तमान iC दोनों को r के लिए RC1 और C2 को दिखा रहा है दोनों श्रृंखला में हैं C1 और C2 दोनों तो क्या करना है बस देखना है बस देखना है कि इक्वेशन को राइट में i t में दिया गया है तो यह अभी रुका हुआ है हम इसे स्पष्ट करने दे तो यह अगर इस सर्किट के बराबर सर्किट में आता है तो यह r i t यह r i t है और यह मान लिया जाता है कि यह हमारा iC ठीक है कहीं अगर उस iC को हल करने का तरीका रखा जाए तो i t 0 सही या यह हमारा iC i t Refer Slide Time 3142 तो यह i t है और यह धारा प्रवाहित हो रही है iC तो यहाँ भी iC iC तब यह इसलिए है क्योंकि iC i t 0 यह बंद है KCL दाईं ओर कुछ बिंदु लागू करें तो iC i t ठीक यानी iC एक r है कॉल है जो RC1 dv dt दूसरा होगा dv1 dt दूसरा होगा C2 dv अलग से करना होगा Refer Slide Time 3217 तो अगर अब इस अभिव्यक्ति पर आते हैं तो यह समीकरण को अगर इस लेखन के लिए आता है तो अभी इसका एकीकरण करें तो यह होगा 1C1 0 से t यह i t अभिव्यक्ति है यह i t अभिव्यक्ति है यह अभिव्यक्ति 80 e से घात तक t माइक्रो एम्पीयर दाएँ और 0 से t है और यह बना रहा है 4 यानी प्रारंभिक स्थिति v c 0 को 4 वोल्ट दिया जाता है लेकिन यहां डाल रहे हैं 4 तो क्यों लिख रहे हैं 4 बस यही है कि यह एक समस्या है जो एक समस्या है यह पता लगाने के लिए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं इसे सही करते हुए समझने प्रयास की कोशिश करें यहाँ 4 के बजाय यह है 4 सही बस इसे समझने की कोशिश करें तो यह एक समस्या है और अगर नहीं कर सकते हैं तो उस फोरम में जवाब दें चिंता न करें लेकिन पहले सोचें फिर इसी तरह v इस v1 t 16 e कि पावर t 20 वोल्ट में सरल बनाने के बाद इसी तरह v2 t यहाँ वही चीज़ है जो i t है और r जो भी कैपेसिटर का मान था वहाँ सब कुछ दिया गया है सब कुछ ठीक है लेकिन यहाँ उस प्रारंभिक मान v2 0 24 वोल्ट को यहाँ रखा जाएगा यहाँ साइन सही नहीं है साइन वहाँ की ध्रुवीयता को देखें और ठीक से सोचें कि इसे ऐसा क्यों बनाया है इसलिए इसका मतलब है अगर यह v2 t 4 e को पावर - t 20 वोल्ट राइट भी v2 tKVL का उपयोग करके प्राप्त कर सकते है Refer Slide Time 3348 यदि KVL vt v1 t v2 t या v2 t vt v1 t v2 कि घात t के लिए 20 e मिला तो v1 t 16 e कि घात t 20 पर लागू करें तो यदि सरलीकृत हो जाएगा वही बात v2 t 4 e पॉवर के लिए t 20 वोल्ट है Refer Slide Time 3408 अब b C1 में संचित प्रारंभिक ऊर्जा का भाग है तो यह प्रश्न वहाँ दिया गया है कि यह कहाँ है 4 और यहाँ यह 24 है प्रारंभिक वोल्टेज 4 वोल्ट यहाँ 24 वोल्ट है लेकिन यह प्रश्न सही है तो वह दूसरा भाग प्रारंभिक ऊर्जा है जो C1 में संग्रहीत है यह w C1 0 आधे C1 v C1 0 2 है सभी मान 40 माइक्रो जूल प्राप्त करेंगे इसी प्रकार w b 2 0 के लिए यदि आधे C2 v C2 0 2 स्थानापन्न करें तो सभी मान दायीं ओर r 5760 माइक्रो जूल प्राप्त होंगे Refer Slide Time 3443 अब 2 कैपेसिटर में संग्रहीत कुल ऊर्जा में 40 माइक्रो जूल 5760 माइक्रो जूल 5800 माइक्रो जूल राइट में जोड़ते हैं अब c के रूप में t अनंत की ओर जाता है v1 v1 अनंत को 20 वोल्ट मिलेगा क्योंकि t अनंत की ओर जाता है और v2 v2 अनंत को 20 वोल्ट मिलेगा तो सभी v1 v2 के भाव हैं बस देखें कि t अनंत तक जाता है इसलिए यह कितना है 2 कैपेसिटर में संग्रहीत ऊर्जा है w c आधा यानी r 5 20 10 कि पॉवर के लिए - 6 400 400 का मतलब यह 20 2 होगा Refer Slide Time 3515 तो 20 2 है 40020 2 भी 400 है तो और यह r आधा C1 C2 है जो वास्तव में 25 माइक्रो फैराड है जो कि 25 10 की पॉवर है 6 400 तो 5000 माइक्रो जूल लेकिन यहां यह 5800 माइक्रो जूल है तो इस 2 का अंतर है r कितना 800 माइक्रो जूल है Refer Slide Time 3553 तो उस 250 किलो Ω प्रतिरोधक को दी गई कुल ऊर्जा w r अन्नंत 0 से अन्नंत p t dt है यानी 0 से अनंत तक p t power v i v क्या इतना i इतना है यह माइक्रो जूल है इसलिए 0 से अनंत 1600 यह 10 से घात तक है - 2 t माइक्रो जूल 800 माइक्रो जूल इसका मतलब है कि b और c में प्राप्त परिणाम में दिखेगा जिसकी तुलना 800 माइक्रो जूल 5800 5000 जूल 800 माइक्रो जूल समतुल्य संधारित्र में संग्रहीत यह ऊर्जा आधा समतुल्य है 4 माइक्रोफ़ारड यह 800 माइक्रो जूल सही है तो यह 800 माइक्रो जूल वास्तव में r रोकनेवाला में विलुप्त हो गया Refer Slide Time 3635 इसलिए क्योंकि यह संधारित्र मूल श्रृंखला से जुड़े संधारित्र के टर्मिनल व्यवहार की भविष्यवाणी करता है समतुल्य संधारित्र में संग्रहीत ऊर्जा 250 किलो Ω रेसिस्टर को दी गई ऊर्जा है तो यह समस्या यह के लिए एक दिलचस्प समस्या है तो इस वीडियो में जरा देखिए कि क्या किया गया है फिर अगर इन सब को समझ लिया जाए तो इस तरह की समस्या को हल करने में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी Glossary शब्दकोष English Word Word Meaning Capacitor कैपेसिटर संधारित्र Current करंट विधुत धारा Resistance रेजिस्टेंस प्रतिरोधक Circuit सर्किट परिपथ Terminal टर्मिनल मार्ग Magnitudes मैग्निट्यूड परिमाण Path पाथ पथ Key point की पॉइंट मुख्य बिंदु